एनिमल सेल कल्चर में व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है तो आज हम सप्ताह के पांचवें व्याख्यान में हैं यदि आप याद करते हैं तो अंतिम व्याख्यान में जहां मैंने समाप्त किया था वह एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु था कि प्रत्येक सेल एक अद्वितीय एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को सिक्रीट करता है यदि आप एक मिनट के लिए तार्किक रूप से सोचेंगे तो अधिक समझ में आएगा तो हमारे शरीर में इस हृदय में उस स्थान पर हृदय कार्डियक सेल्स बढ़ रही हैं हमारे पास मस्तिष्क है जहां मस्तिष्क सेल्स उस स्थान पर बढ़ रही हैं हमारे पास मांसपेशियाँ कंकाल की मांसपेशियों है इस क्षेत्र में कंकाल की मांसपेशियां बढ़ रही हैं और इनमें से प्रत्येक के पास कुछ अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उदाहरण के लिए देखें अगर मैं हृदय की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं तो वे मस्तिष्क में इन सेल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की तुलना में कंकाल की मांसपेशी से पूरी तरह से अलग हैं मैं सिर्फ इसे सरल रूप में दिखा रहा हूं या फिर आपके पास अन्य कई और प्रकार के सेल्स हो सकते हैं आप उन सेल्स के बारे में सोच सकते हैं जो आंत को अस्तर कर रहे हैं जहां भोजन स्मूथ मांसपेशियों के माध्यम से बढ़ रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से क्या अभिप्राय है ठीक है आपका ह्रदय धड़क रहा है तो इसका मतलब है कि सेल्स इस तरह से आगे बढ़ रही हैं अब यह कहते हुए एक मिनट के लिए सोचें कि यह वास्तव में कुछ है उदाहरण के लिए ये आपकी हृदय सेल्स हैं अब सिर्फ सादगी के लिए मैं इसे इस तरह से दिखता हूँ और इन सेल्स को निलंबित कर दिया गया है नीले रंग में कुछ प्रकार का एक्स्ट्रासेलुलर तरल पदार्थ है जो वहां मौजूद है और ये सेल्स एक दूसरे के साथ साथ आस पास के ऊतक से भी एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स द्वारा कुछ हद तक जुड़े हुए होते हैं अब जबकि यह सेल गतिमान है तो इन सेल्स की विभिन्न प्रकार की गतियां चल रही हैं तो इसकी गतियां कुछ इस तरह की हैं इसका संकुचन इस तरह का है इसलिए हर बार जब वह ऐसा कर रहा है तो इन अटैचमेंट पॉइंट्स में हलचल होती हैं आप देखते हैं ये अटैचमेंट पॉइंट्स यह इन अटैचमेंट स्प्रिंग्स की तरह है या अटैचमेंट पॉइंट्स ये पूरे समय खिंचते और मुड़ते रहते हैं ड्राइंग पर वापस आते हुए मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा था उदाहरण के लिए यह सामान घूमने के लिए एक लचीली भुजा की तरह है अब एक मिनट के लिए कल्पना करें कि इस अटैचमेंट पॉइंट द्वारा उत्पन्न बल इस जोड़ के बल की तुलना में अधिक है इस संकुचन गति के कारण यहाँ इस अटैचमेंट पेग से उत्पन्न बल अडहियरिंग बल से अधिक है तो यहां 2 बल हैं एक इस भाग के हिलने के कारण उत्पन्न बल है हम इसे रेखांकित करते हैं यह इसी तरह से जुड़ा हुआ है और यह सेल n है तो यह एक सब्सट्रेट और इस सब्सट्रेट पर यहां अटैचमेंट पॉइंट है तो एक बल है जो इसे अटैच करने में मदद कर रहा है अटैचमेंट फाॅर्स ठीक है एक अटैचमेंट फाॅर्स है जबकि एक और बल है जो यहां कार्य कर रहा है जो बल सेल के संकुचन या मैकेनिकल एक्टिविटी के कारण उत्पन्न होता है अब यदि मैं F के साथ इस बल को निरूपित करता हूं और मैं अटैचमेंट फाॅर्स को F के रूप में निरूपित करता हूं और यदि न्यूटन के संदर्भ में F F से अधिक है तो क्या होगा यह सेल इस सरफेस से अलग जाएगा इस सेल को वहां बने रहने के लिए या तो इसे इस तरह से शामिल किया जाना है कि यह इस तरह जुड़ा रहे या इसकी गतिशीलता को इस तरह से फ्लेक्स करना पड़ता है कि आप इस तरह फ्लेक्स करने के लिए जगह दे दें तो इसका मतलब है कि इस अटैचमेंट पॉइंट को समान रूप से एक लचीली सरफेस होना चाहिए आप मेरी बात समझ सकते हैं तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि इसके बजाय आपके पास एक ग्लास सब्सट्रेट है जिसके पास कोई अतिरिक्त मॉलिक्यूल या कुछ भी नहीं है अब ग्लास सब्सट्रेट के ऊपर आप इस ग्लास की सरफेस को इस तरह के सामान से कुछ इस तरह से सजाते हैं और आपके सेल्स वहाँ आकर टिक जाते हैं अब ये सेल्स कुछ इस तरह से सिक्रीट कर रही हैं कि इस तरह के बंधन बन जाते हैं तो मैं रंग बदल लेता हूँ नहीं तो यह आपको भ्रमित कर सकता है में यहाँ लाल रंग का उपयोग करता हूँ यह इस को आसान बना देगा तो यह लाल है जिसे आपने सतह के ऊपर कोट किया है और गुलाबी जिसे आप देखते हैं वह सेल द्वारा सिक्रीट होता है तो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जोकि कुछ इस तरह से होता है यह वह मॉलिक्यूल है जिसके साथ मैंने सतह को कोट किया है तो यह इस तरह से लटक रहा है यहाँ एक सेल आ रहा है और यह कुछ सिक्रीट कर रहा है यह हाथ जो अब मैं लहरा रहा हूं यह भुजा वह भुजा है जिसे सेल द्वारा सिक्रीट किया गया है तो ये दो आते हैं और आप जानते हैं कि इस तरह से एक बॉन्ड बनता है अब आप देखते हैं कि वे इस तरह से बेहतर तरीके से हिल सकते हैं तो यह ठीक वही है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जब भी हम सब्सट्रेट पात्र और संशोधनों के बारे में बात करते हैं और यह सब सरफेस संशोधन है यह ठीक वही है जो किया जा सकता है लेकिन यह कहने के बाद मैं इस बारे में गहराई से बात करने से पहले मैं एक अलग सवाल पूछूंगा तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग सेल्स हैं इसलिए मैंने 4 सेल्स का उदाहरण लिया पहले मैंने आपको कार्डियोमायोसाइट्स के बारे में बताया फिर मैंने आपको कंकाल की मांसपेशी के बारे में बताया तीसरे मैंने आपको स्मूथ मांसपेशियों के बारे में बताया और चौथा मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बारे में था सही है अब ये सभी विभिन्न मांसपेशी और सेल्स प्रकार न्यूरॉन्स न्यूरॉन भी है इसलिए मैं उन सभी को मांसपेशी प्रकार नहीं कह सकता यहां तक कि इस प्रकार की मांसपेशियों के भीतर अलग अलग मकैनोबायोलॉजी होती है सरफेस के साथ उनकी मैकेनिकल इंटरेक्शन अलग है इसकी आसपास की सेल्स अलग होती हैं और यह अलग अलग तरह की शक्तियां उत्पन्न करती हैं जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स मैटेरियल्स के सेलुलर केमिस्ट्री द्वारा नियंत्रित होता है तो 2 चीजें हैं एक इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में भिन्नता है दूसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ईसीएम मटेरियल के सेलुलर केमिस्ट्री पर निर्भर करती है तो ऐसा लगता है अगर हम इसे बहुत ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है ये सेल्स अपनी खुद की अलग अलग तरह की कॉलोनियों में एक अलग तरह के सरफेस के संपर्क में रहना पसंद करते हैं इसलिए यदि आपको किसी विशिष्ट सेल प्रकार को डिश में कल्चर करना है तो आपको उस एक्स्ट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स का ध्यान रखना होगा जिससे कि उस सेल प्रकार को जहां वह बढ़ रहा है चाहे इन वीवो या वास्तविक जीवन में वहां पर उस ही वातावरण की नकल करने में या उस को महसूस करने में मदद मिलेगी यह एक पहलू है इसलिए यदि आप एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की प्रकृति जानते हैं तो आप यह कर सकते हैं कि आप सब्सट्रेट लेते हैं तो यहां आपके पास सब्सट्रेट है तो मन लीजिये कि आप यहाँ एक सेल या जो भी हो विकसित करना चाहते हैं उसके बाद आप देखें समय 1152 सब्सट्रेट को अपने पसंद के एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन या मटेरियल के साथ कोट करें क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है ऐसे अब यहाँ संशोधित स्थिति है कि आपकी सेल आ रही है सबसे पहले रोल करना शुरू करें वहां इसका थोड़ा बहुत माध्यम है पहले यह अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन की तलाश करता है जो यह तब करेगा जब यह एक सब्सट्रेट में गिरेगा और फिर संभवतः यह एक ऐसी चीज है जिसे माना जाता है कि यह एक्सट्रासेलुलर कोटिंग है जो आपने किया है इसकी सतह के रिसेप्टर्स के माध्यम से इसके डीएनए को सिग्नल भेज सकता है और उसे बताते हैं यार मुझे उन कुछ प्रोटीनों को आपके द्वारा सिक्रीट करने की आवश्यकता है जो बंधन बनाने जा रहे हैं या हम इस अन्य प्रोटीन के साथ डेटिंग शुरू करेंगे जो सब्सट्रेट पर है अब आप देखते हैं वे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और इसी तरह एक सेल सिस्टम के बाहर अपना जीवन शुरू करता है आप जो अनिवार्य रूप से कर रहे हैं वह यह है कि आप सेल को उसके घर से बाहर ले जा रहे हैं आप उस सेल की शादी करवा रहे हैं किसी अन्य पर्यावरण किसी अन्य सब्सट्रेट किसी अन्य घर से शादी कर रहा है और आपका घर वह पात्र है जहाँ आप इनकी शादी कर रहे हैं लेकिन अब यदि आप चाहते हैं कि वे वहां सफल हों तो आपको उन्हें घर पर महसूस करने के लिए अनुकूल माहौल बनाना होगा इसलिए यह अनुकूल वातावरण उन्हें घर पर महसूस करने के लिए है फिर भी कुछ सेल्स हैं जो हम नहीं जानते क्यों पर वे अपने एक्स्ट्रासेलुलर हार्मोनी को खोना पसंद करते हैं और कहीं भी किसी भी समुदाय में बढ़ सकते हैं और कहीं भी प्रसार करना शुरू कर सकते हैं वे एक प्रकार की रोग सेल्स हैं आपने इस मूवी को रोग नेशन को देखा है वैसे ही रोग सेल्स ये सेल्स बिल्कुल कहीं भी जा सकती हैं इसका मतलब है कि वे या तो खुद को किसी भी चीज और हर चीज के एक्स्ट्रासेलुलर वातावरण के अनुकूल कर सकती हैं या उन्हें किसी विशिष्ट एक्स्ट्रासेलुलर वातावरण की जरूरत नहीं है और ये रोग सेल्स हैं उस की शुरुआत जिस को हम कैंसर कहते हैं तो यह एक और तरीका है जिससे हम कैंसर सेल्स को परिभाषित कर सकते हैं वे सेल्स जिनके जिनकी एक्स्ट्रासेलुलर हार्मोनी ख़राब हो चुकी है वे जहां कहीं भी जा सकते हैं और वहां रोग कॉलोनियों को विकसित कर सकते हैं और वे क्या करते हैं आसपास से वे अपने स्वयं के लाभ के लिए संसाधनों को खींचते हैं और उस समुदाय को बहुत अपंग बनाते हैं और उन्हें उनकी ज़रूरी आवश्यकताओं से वंचित करते हैं और अंततः यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सफल हों जब मानव जाति अपने अंदर की अपनी समस्या को समझने में सफल हो जाती है कि उनके अंदर ऐसे रोग नेशंस हैं या उनके भीतर रोग सेल्स हैं वे चमत्कार कर सकते हैं अब यह हमें पूरी तरह से एक अलग पैराडाइम में लाता है और यह पैराडाइम और इस पर विचार करने वाले कथानक लंबे समय से हैं पैराडाइम यह है कि यदि हम एक मिनट के लिए स्वीकार करते हैं कि यह ऐसे ही काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि जब पुरुष और महिला सेक्स करते हैं तो स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज़ हो जाते हैं और महिला गर्भवती हो जाती है तो जो पहला सेल जो बना वो एक ज़ायगोट था तो यह स्पर्म है यह स्पर्म और यह ओवम एक दूसरे के साथ फर्टिलायज़ होते हैं और जिसे हम 2n या ज़ायगोट कहते हैं आप सभी ने कक्षा १० तक या कहीं न कहीं इस की की पढ़ाई की होगी यह ज़ायगोट तब बहुत सरे सेल्स बनाता है जो अंततः एक भ्रूण बनाता है और यह भ्रूण अंततः एक शिशु बन जाता है अब इन चरणों के बारे में सोचें जिनसे वे सेल्स गुजर रहे हैं इन सेल्स में कोई कॉलोनी नहीं है क्योंकि वे अभी भी बहुत प्रारंभिक चरण के साथ हैं ये सेल्स अलग अलग एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अनुकूलित हो रही थीं शुरू में वे सभी एक साथ क्लस्टर होती हैं इसका मतलब है कि जहाँ से इन सेल्स की उत्पत्ति हो रही है वे उस अद्वितीय एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ मिलकर एक साथ क्लस्टर होती हैं और फिर अंततः एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स अलग अलग हो जाती हैं जैसे कि सेल्स के सेल समुदाय जैसे 10 सेल्स विभिन्न प्रकार के एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को सिक्रीट करेंगी दूसरे 10 अलग एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को सिक्रीट करेंगे लेकिन यदि आप इससे पहले की स्थिति के बारे में सोचते हैं जहाँ वे किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं क्या ये सेल्स ये सभी सेल्स इन सेल्स के समान नहीं हैं तो यह हमें कैंसर को देखने के एक बहुत अलग नज़रिया देता है क्या यह एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या शायद यह सही शब्द नहीं है क्योंकि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का उपयोग बहुत भिन्न स्थितियों के लिए किया जाता है कि यह कुछ है कुछ और हो सकता है कि कैंसर का उत्तर इस डेवलपमेंटल पैराडाइम में हो और किसी से कोई शब्द उधार लेने के बजाय हम इसे इस तरह से रहने देते हैं क्योंकि वे सेल्स कल्पना करने की कोशिश कीजिये एक अकेला सेल सेल्स का एक मास बन जाता है और आप जानते हैं कि अंततः सेल्स के यह मास अपनी अपनी कॉलोनियाँ चुन लेते हैं कुछ लाल हो जाते हैं कुछ हरे हो जाते हैं मेरा मतलब है कि मैं इसे प्रतीकात्मक रूप से कह रहा हूं कुछ बैंगनी हो जाते हैं कुछ पीले हो जाते हैं इसलिए ये कॉलोनियाँ जब वे पहले बनी थी वे कुछ भी और सब कुछ कर सकती हैं क्या वे समान हैं इन सवालों के जवाब भविष्य में मिलेंगे लेकिन इस स्तर पर आपके लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कुछ बहुत ही उभरते हुए क्षेत्र हैं जैसे मैकेनोबायोलॉजी और ईसीएम मटेरियल की सेल्युलर केमिस्ट्री की समझ में बहुत प्रगति हो रही है तो सवाल यह है कि अब आप कहां पहुँच रहे हैं वे एक्स्ट्रासेलुलर ईसीएम प्राकृतिक ईसीएम क्या हैं एक कारण है कि मैं इस शब्द प्राकृतिक ईसीएम का उपयोग करता हूं जिसका उपयोग आपकी पसंद की सेल्स को विकसित करने के लिए पत्रों को कोट करने के लिए किया जा सकता है और वे सिंथेटिक ईसीएम क्या हैं सिंथेटिक ईसीएम से हमारा क्या तात्पर्य है अगर ये आपके प्राकृतिक ईसीएम हैं तो आप हमेशा एनालॉग या ऐसा कुछ विकसित कर सकते हैं जो इन प्राकृतिक ईसीएम की नकल करता है तो जो इस प्राकृतिक ईसीएम की नकल करते हैं उन वस्तुओं या इसे सिंथेटिक ईसीएम के नाम से बुलाते हैं हम इस सिंथेटिक ईसीएम के बारे में बहुत ही अनोखी बायोआर्गेनिक प्रकार की चीजों से लेकर बहुत अकार्बनिक प्रकार की चीजों के बारे में बात करेंगे तो इस स्तर पर महत्वपूर्ण क्या है आप लोगों के लिए ग्रहण करने के लिए संदेश है हमारे पास इन विभिन्न प्रकार के पात्र हैं जहां मैंने शुरुआत की थी तो हम पाँचवें व्याख्यान में हैं मैं इसे लिख देता हूँ सप्ताह 3 और यह हमारा व्याख्यान 5 है जहाँ हम इसे समाप्त करने के चरण में हैं तो हमारे पास ये विभिन्न प्रकार के पात्र हैं और फिर उसके ऊपर हम उन पर बहुत सारे संशोधन कर सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस सेल प्रकार को विकसित करना चाहते हैं और हम या तो सिंथेटिक मार्ग अपना सकते हैं या हम प्राकृतिक मार्ग अपना सकते हैं और वे किस प्रकार की इंटरैक्शन करेंगे और सेल प्रकार के बारे में यह कहते हुए बहुत सूक्ष्म तरीके से मैंने आपको बताया कि अडहियरिंग सेल प्रकार के भीतर हम किस सेल प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं मतलब कि ये कार्डियक सेल्स है ये हृदय की मांसपेशी है या ये कंकाल की मांसपेशी है या ये स्मूथ पेशी है क्या यह न्यूरॉन है और उनमें से कौन सा न्यूरॉन है आपको पता है कि अलग अलग न्यूरॉन्स की अलग अलग ज़रूरतें होंगी जो कि विशेष खंड में आएंगी या लिवर सेल्स हैं या यह पैंक्रियास सेल्स हैं तो यह सूची और आगे बढ़ सकती है आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जो सेल बदमाश बन जाते हैं उनके अलावा व्यक्तिगत सेल प्रकार के अलग अलग ईसीएम हैं जो अलग अलग होते हैं आप उन्हें बदमाश कह सकते हैं या आप उन्हें कुछ ऐसे सेल्स कह सकते हैं जो खुद ही वापस मूल में रिप्रोग्राम कर सकते हैं तो इसीलिए हम इस चीज को लेकर आए हैं क्या कैंसर का जवाब डेवलपमेंटल पैराडाइम में है लेकिन यह भी हमें कुछ और भी बताता है कि हम कैंसर सेल्स को फँसाने के लिए एक मैट्रिक्स बना सकते हैं उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि यहाँ कैंसर सेल्स हैं और उनमे किसी सब्सट्रेट के लिए कॉम्पिटिटिव बॉन्डिंग हो सकती है और आप सब्सट्रेट को इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि जैसे ही वे उस सब्सट्रेट से टकराते हैं यह उनमें मृत्यु को प्रेरित करेगा क्या हमारे पास इस तरह की चीजें हो सकती हैं क्या हम अपने समय से बहुत आगे सोच सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट के दृष्टिकोण से कैंसर को देखने पर काफी अंतर हो सकता है तो इस विचार के साथ मैं इस व्याख्यान को बंद कर दूंगा अगले हफ्ते हम इस कहानी को जारी रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद